पिछले व्याख्यान में हमने कहा था कि यदि आप एक सॉफ्टवेयर विकास संगठन का दौरा करते हैं पहली बात जो आप देखेंगे कि संगठन टीमों में संरचित है इसमें कई परियोजनाएँ हैं और विभिन्न टीमें परियोजनाओं को अंजाम दे रही हैं जिस तरह से संगठन को टीमों में संरचित किया जाता है उसे संगठन संरचना कहा जाता है दूसरी ओर यदि हम व्यक्तिगत टीमों को देखते हैं और टीम को कैसे संरचित किया जाता है जिसे हम टीम संरचना कहते हैं हमने संगठन संरचना पर चर्चा करना शुरू कर दिया है यदि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट संगठन में जाते हैं तो आप क्या नोटिस करेंगे संगठन के पास कौन कौन सी संरचनाएं हो सकती हैं कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट संगठन में टीमों का आयोजन किया जाता है मोटे तौर पर आप देखेंगे कि किसी भी सॉफ्टवेयर विकास संगठन में टीमों में निम्नलिखित प्रकार के संगठन होंगे एक कार्यात्मक संगठन परियोजना संगठन और फिर मैट्रिक्स संगठन है कार्यात्मक संगठन में हम कार्यात्मक समूह या विभाग पाएंगे परियोजनाएं आती हैं और जाती हैं परियोजनाएं शुरू की जाती हैं परियोजनाएं भंग हो जाती हैं लेकिन फिर जो स्थायी है वह कार्यात्मक समूह विभाग हैं विश्लेषक के लिए एक विभाग है डिजाइनरों के लिए विभाग कोडिंग परीक्षण डेटाबेस नेटवर्किंग और इनमें से प्रत्येक विभाग में एक कार्यात्मक प्रबंधक होता है जिसे कार्यात्मक प्रबंधक कहा जाता है अब जैसा कि परियोजनाओं का गठन किया जाता है एक परियोजना प्रबंधक नियुक्त किया जाता है और परियोजना प्रबंधक परियोजना की योजना बनाता है और पाता है कि समय के विभिन्न बिंदुओं पर परियोजना को अलग अलग विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और फिर संबंधित कार्यात्मक प्रबंधक को सलाह देता है उदाहरण के लिए शुरू में कुछ विश्लेषक की आवश्यकता हो सकती है विश्लेषकों की आवश्यक संख्या के लिए प्रबंधक से संबंधित कार्यात्मक समूह प्रबंधक का अनुरोध करें और जब वे अपना काम पूरा कर लेते हैं तो वे अपने विभाग में वापस चले जाते हैं और फिर प्रबंधक को डिजाइन विभाग से कुछ डिजाइनरों की आवश्यकता होती है भले ही एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर विकास संगठन में इस तरह का सेटअप थोड़ा दुर्लभ है लेकिन फिर भी कई जगह हैं जहां यह एक बहुत अच्छी तरह से स्वीकृत संरचना है उदाहरण के लिए सैन्य पुलिस अस्पताल यहां तक कि शैक्षणिक संस्थान सैन्य में अस्पताल एक विभाग है जहां केवल डॉक्टर होते हैं डॉक्टरों को एक विशिष्ट परियोजना के लिए बुलाया जा सकता है प्रशासक प्रशासन इकाइयाँ हो सकती हैं परिवहन इकाइयाँ लॉजिस्टिक इकाइयाँ भंडारगृह वगैरह हो सकते हैं इसी तरह पुलिस और अस्पतालों में भी विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ हैं और इन्हें विभागों में व्यवस्थित किया जाता है उदाहरण के लिए सर्जरी विभाग दवा विभाग प्रशासन विभाग इत्यादि लेकिन अगर हम स्वयं ही कार्यात्मक समूहों को देखें उदाहरण के लिए हम डिजाइन कहते हैं अंदर से अगर हम डिजाइन विभाग देखते हैं कि तो हम पिरामिड संरचना को देखेंगे जहां एक प्रबंधक होता है कुछ वरिष्ठ डिजाइनरों द्वारा सहायता की जाती है बदले में वे जूनियर डिजाइनरों को वरिष्ठ डिजाइनर को रिपोर्ट करते हैं डिजाइन इकाई के लिए कार्यात्मक प्रबंधक को वरिष्ठ डिजाइनर रिपोर्ट करते हैं और इसी तरह यह कार्य प्रणाली चलती है इसका एक बड़ा फायदा यह है कि सभी डिज़ाइनर एक विभाग में हैं और इसलिए वे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ाते हैं एक दूसरे को शिक्षित करते हैं इत्यादि specialist groups परीक्षण के बाद वह सभी नए उपकरण कोई भी नई परीक्षण तकनीक जो उपयोग की गई थी वे एक दूसरे के साथ साझा करते हैं कार्यात्मक संगठन का एक अन्य प्रमुख लाभ यह है कि परियोजनाएं लागत प्रभावी हो जाती हैं क्योंकि हर बार एक परियोजना को उन्हें प्राप्त करने के लिए एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और फिर वे अपना काम पूरा करने के बाद संबंधित विभाग में लौट आते हैं बस कल्पना करें कि क्या उन्हें परियोजना अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को नियुक्त करना है तो डिजाइनर के पास शुरू में काम है लेकिन बाद में वह क्या करता है वे उसे कुछ और करने के लिए कह सकते हैं या वह निष्क्रिय हो सकता है इसलिए जहां तक लागत प्रभावशीलता की बात है कार्यात्मक संगठन बहुत प्रभावी है क्योंकि जब किसी विशिष्ट विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है तो उन्हें नियुक्त किया जाता है और जैसे ही वे अपना काम पूरा करते हैं उन्हें लौटा दिया जाता है इसलिए यहां परियोजना टीम ने डिजाइनरों और डेटाबेस विशेषज्ञों को लिया है जो परियोजना टीम के तहत काम कर रहे हैं जैसे ही वे अपना काम पूरा करेंगे उन्हें लौटा दिया जाएगाऔर संभवत परियोजना प्रबंधक को अन्य विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी और यहां दोनों कार्यात्मक समूह और परियोजनाएं यहां प्रबंधक शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करते हैं यह कार्यात्मक संगठन का एक और दृष्टिकोण है जहां प्रत्येक परियोजना को कुछ विश्लेषकों आर्किटेक्ट डेवलपर्स मिले हैं और उनके पास दो रिपोर्ट हैं एक परियोजना के प्रबंधक के लिए है और अन्य कार्यात्मक समूह प्रबंधक के लिए है कार्यात्मक संगठन के लाभ यह है कि बेहतर पेशेवर संगठन बेहतर पेशेवर वातावरण विशेषज्ञों के बीच सहयोग एक विशेषज्ञ किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है दूसरे विशेषज्ञ से मदद मांगता है क्योंकि आखिरकार वे एक ही विभाग के हैं और संभवतः सबसे बड़ा फायदा कर्मचारियों के उपयोग में लचीलापन है जब विभाग मैं उनकी आवश्यकता होती है उन्हें नियुक्त किया जाता है और कार्य समाप्त होने पर उन्हें विभाग को वापस कर दिया जाता है कर्मचारियों की निष्क्रियता यहां कम से कम है इसके विपरीत हम अन्य संगठनों को देखेंगे कार्यात्मक संगठन का नुकसान अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो एक यह है कि प्रत्येक कर्मचारी दो प्रबंधकों को रिपोर्ट करता है एक परियोजना प्रबंधक है और दूसरा कार्यात्मक प्रबंधक है और क्या होगा अगर वे विरोधाभासी निर्देश देते हैं कार्यात्मक प्रबंधक चाहता है कि वह दो परियोजनाओं में काम करें और परियोजना प्रबंधक कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो यह कभी कभी श्रमिकों पर एक तनाव है प्रोजेक्ट मैनेजर का नियंत्रण कम हो जाता है क्योंकि उसे ठीक वैसे लोग नहीं मिल सकते जिनकी उसे जरूरत है कार्यात्मक प्रबंधक किसी भी व्यक्ति को यह बताता है कि वह उसे उपयुक्त समझता है यहाँ एक और बड़ी समस्या यह है कि एक डिज़ाइनर डिज़ाइन करता रहता है एक परीक्षक परीक्षण करता रहता है एक कोडर एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर कोडिंग करता रहता है तो नौकरी की विविधता की कमी है संभवतः सॉफ्टवेयर विकास कंपनियों में सबसे लोकप्रिय संगठन परियोजना संगठन है यहां जब आप संगठन में चलते हैं तो आप देखते हैं यहां पर कोई भी विभाग नहीं है डिजाइनरों का विभाग कोडर्स के लिए विभाग परीक्षकों के लिए विभाग इत्यादि परीक्षण विभाग कोडिंग विभाग आदि नहीं दिखता है यहां आप जो देख रहे हैं वह परियोजनाएं हैं संपूर्ण रूप से कंपनी को कई परियोजनाओं में संरचित किया गया है और श्रमिक परियोजना से संबंधित हैं वे पूरी तरह से परियोजना प्रबंधक को रिपोर्ट करते हैं और इसलिए उत्पादन प्रबंधकों का कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण होता है टीम के सदस्यों को एक परियोजना के लिए चुना जाता है और वे पूरी अवधि के लिए बने रहते हैं लेकिन फिर सवाल यह है कि मान लें कि हमारे पास एक विश्लेषक है और फिर वह किसी परियोजना टीम के साथ है शुरू में वह आवश्यकताओं का विश्लेषण करता है और इसी तरह लेकिन उसके बाद वह क्या करता है ठीक है वह डिजाइन भी करता है कोडिंग टेस्टिंग आदि भी करता है इसलिए यहां एक परियोजना संगठन में आमतौर पर प्रत्येक सदस्य विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं करता है और इसलिए यहां नौकरी की विविधता है एक कोडर को हमेशा कोडिंग की आवश्यकता नहीं होती है उसके पास परीक्षण डिजाइन आदि के विकल्प भी होंगे और यह परियोजना संगठन का एक बड़ा लाभ है नौकरी रोटेशन क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मैनपावर का बहुत अधिक टर्नओवर है यदि आप किसी को कोडर के रूप में नियुक्त करते हैं तो वह हमेशा अपनी नौकरी बदलने और कहने की कोशिश करेगा यह हो सकता है कि मैं एक डिजाइनर या एक विश्लेषक या एक परीक्षक बनना चाहूंगा कि क्यों मुझे हर समय कोडिंग करनी चाहिए यह समस्या एक कार्यात्मक संगठन में उत्पन्न होगी लेकिन एक परियोजना संगठन में नहीं क्योंकि एक ही परियोजना में समय के विभिन्न बिंदुओं पर वह अलग अलग गतिविधियाँ कर रहा होगा तो यह परियोजना संगठन में बड़ा लाभ है जो नौकरी की संतुष्टि और कम जनशक्ति कारोबार की ओर जाता है अन्य बड़ा लाभ संचार में आसानी है कल्पना कीजिए कि एक कार्यात्मक संगठन में डिजाइनरों ने डिजाइन किया है और अपने संबंधित विभाग में वापस चले गए हैं और अब कोडरों ने अपना काम किया है कोडिंग विभाग में वापस चले गए हैं और परीक्षक इस पर काम कर रहे हैं और वे कुछ कोड कुछ डिज़ाइन को नहीं समझते जिन्हें वे परामर्श देते हैं उनके पास केवल उनके साथ कुछ कागज़ात दस्तावेज़ हैं वास्तव में डिज़ाइन किए गए व्यक्तियों के साथ उनके साथ संवाद करना जो वास्तव में कोडित थे मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि वे किसी अन्य प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे और जब टेलीफोन या कुछ और मिलने और पता लगाने की कोशिश करेंगे तो वे कह सकते हैं कि हम किसी अन्य प्रोजेक्ट पर व्यस्त हैं तो यहां उन लोगों के संचार जो परियोजना के विभिन्न हिस्सों को करते हैं मुश्किल हो जाते हैं परियोजना संगठन का एक और बड़ा लाभ कर्मचारियों की आसानी है प्रबंधक के पास परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ लोगों का चयन करने का विकल्प होता है और वे परियोजना पर बने रहते हैं वे डोमेन ज्ञान और परियोजना विकसित करते हैं एक कार्यात्मक संगठन में दूसरी तरफ जब प्रोजेक्ट मैनेजर विश्लेषकों के पूरा होने के बाद एक डिजाइनर के लिए अनुरोध करता है डिज़ाइन प्रबंधक कह सकता है कि अभी देखें हमारे पास डिज़ाइनर नहीं हैं वे सभी संबंधित परियोजनाओं में व्यस्त हैं और उन्हें आपको 2 सप्ताह के बाद दिया जाएगा तो यह समस्या परियोजना संगठन में नहीं होती है तो यह कार्यात्मक संगठन की तुलना में बहुत आसान कर्मचारी है लेकिन आइए हम परियोजना संगठन के नुकसान को देखें यहां टीम के सदस्य एक परियोजना पर बने रहते हैं एक परियोजना से वे जो चीजें सीखते हैं वे अन्य परियोजनाओं में साझा करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि परियोजनाएं 6 महीने एक वर्ष और इसी तरह चल सकती हैं और वे एक परियोजना पर काम करना जारी रखते हैं और जब तक वे एक अलग परियोजना में चले जाते हैं तब तक वे भूल जाते हैं कि उन्होंने परियोजना में क्या सीखा था लेकिन संभवतः सबसे बड़ा नुकसान अक्षमता है किसी भी परियोजना में यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि परियोजना में कुछ लोगों की आवश्यकता के साथ शुरू करने के लिए आवश्यकता विश्लेषण के दौरान सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति डिजाइन के दौरान 3 4 हो सकता है कोडिंग के दौरान 10 हो सकता है और परीक्षण के दौरान 20 हो सकता है एक परियोजना में जनशक्ति ओवरटाइम स्थिर नहीं है यह समय के साथ बदलता रहता है और आमतौर पर रेले डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में दिया जाता है लेकिन फिर एक परियोजना संगठन में परियोजना प्रबंधक परियोजना कर्मियों को परियोजना की शुरुआत में नियुक्त करता है और इसलिए परियोजना संगठन की परिभाषा के अनुसार परियोजना में मानव शक्ति निरंतर रहती है यदि प्रोजेक्ट मैनेजर दस लोगों को नियुक्त करता है तो शुरू में उनके पास बहुत कम काम होता है लेकिन फिर डिजाइन के दौरान भी हर कोई व्यस्त नहीं होता है और फिर कोडिंग के दौरान हर कोई तनावग्रस्त हो जाता है हर समय ओवरटाइम काम करने वाले पर्याप्त हाथ नहीं होते हैं और परीक्षण के दौरान स्थिति बदतर हो जाती है और इसलिए परियोजना संगठन में तनाव को इनबिल्ट किया जाता है शुरू में हर कोई आराम करता है और जैसा कि परियोजना चुनती है सदस्य तनाव में होते हैं आमतौर पर सुस्ती है बाद में काम की अति की आवश्यकता होती है संगठन संरचना की तीसरी श्रेणी मैट्रिक्स संगठन है यहां अनिवार्य रूप से यह एक कार्यात्मक संरचना है आप यहां कार्यात्मक समूह यहां पा सकते हैं ये विभाग हैं लेकिन तब कार्यात्मक समूह में एक परियोजना संरचना होती है जिसे आप यहां देख सकते हैं इसलिए यहां फिर से एक कार्यात्मक संगठन की तरह सदस्य कार्यात्मक समूह प्रबंधक और परियोजना प्रबंधक दोनों को रिपोर्ट करते हैं आप यहाँ देखते हैं कि कार्यात्मक समूह एक जो विश्लेषक समूह हो सकता है दो व्यक्ति हैं जो परियोजना 1 पर काम कर रहे हैं कोई भी परियोजना 2 पर काम नहीं कर रहा है और 3 व्यक्ति परियोजना 3 पर काम कर रहे हैं यहाँ सदस्य एक साथ कार्यात्मक और प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों की रिपोर्ट करते हैं लेकिन इसका एक फायदा यह है कि एक कार्यात्मक समूह में एक सदस्य दो टीमों पर काम कर सकता है जो संभव भी हो जाता है एक मैट्रिक्स संगठन या तो कमजोर या एक मजबूत मैट्रिक्स हो सकता है एक कमजोर मैट्रिक्स संगठन में यह परियोजना प्रबंधक है जो परियोजना के बजट पर टीम के सदस्यों पर और अधिक नियंत्रण रखता है उदाहरण के लिए वह डिजाइन विभाग से एक विशिष्ट डिजाइनर चुन सकता है और अगर कार्यात्मक प्रबंधक एक अलग डिजाइनर देता है तो उसके पास कार्यात्मक समूह से स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प हो सकता है दूसरी ओर एक मजबूत मैट्रिक्स में कार्यात्मक प्रबंधक अधिक शक्तिशाली होते हैं वे तय करते हैं कि किसको एक विशिष्ट परियोजना के लिए प्रतिनियुक्त करना है और परियोजना प्रबंधकों को उन्हें स्वीकार करना पड़ता है आइए हम मैट्रिक्स संगठन के फायदे और नुकसान को देखें नुकसान केवल कार्यात्मक संगठन की तरह है यहां प्रत्येक सदस्य के पास रिपोर्ट करने के लिए कई मालिक हैं परियोजना प्रबंधकों ने परियोजना संगठन की तुलना में नियंत्रण कम कर दिया है और एक मजबूत मैट्रिक्स संगठन में कार्यात्मक प्रबंधक अक्सर पाता है कि विभिन्न परियोजनाएं समस्याओं का सामना कर रही हैं और कुछ परियोजनाएं आरामदायक हैं इसलिए कार्यात्मक प्रबंधक जनशक्ति को स्थानांतरित करना चाहते हैं सक्षम डिजाइनर एक परियोजना से आधे रास्ते से लिए जा सकते हैं उसे किसी अन्य प्रोजेक्ट में ले जाएं जो कठिनाई का सामना कर रहा है इसलिए यह देखा गया है कि एक मजबूत मैट्रिक्स संगठन में एक अग्निशमन मोड में श्रमिकों की लगातार शिफ्टिंग होती है कार्यात्मक संगठन की तरह लाभ लगता है कि विशेषज्ञ एक ही विभागीय समूह के हैं वे ज्ञान साझा करते हैं और बेहतर पेशेवर विकास पथ भी क्योंकि एक डिज़ाइनर एक वरिष्ठ डिज़ाइनर बन जाएगा एक डिज़ाइन मैनेजर बन जाएगा इत्यादि अब टीम संरचना पर नजर डालते हैं यदि आप फिर से एक अलग सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट संगठन में काम करते हैं और व्यक्तिगत टीमों को देखते हैं तो आप पाएंगे कि टीम को तीन तरीकों में से किसी एक में व्यवस्थित किया गया है लोकतांत्रिक टीम मुख्य प्रोग्रामर टीम और मिश्रित संगठन और हम देखेंगे कि इन टीम संरचनाओं में से प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान हैं और परियोजना के आधार पर एक विशिष्ट टीम संरचना फायदेमंद हो सकती है पहले हमें लोकतांत्रिक टीम पर नजर डालते हैं ये छोटी टीमें हैं हम देखेंगे कि एक बड़ी टीम के लिए लोकतांत्रिक टीम संरचना बहुत ही अकुशल हो जाती है कोई भी बड़ी परियोजना के लिए लोकतांत्रिक संरचना नहीं करना चाहेगा जैसा कि एक नाम का अर्थ है कि सभी तकनीकी निर्णय आम सहमति पर आधारित हैं हर कोई हर मुद्दे पर अपनी राय दे सकता है वे एक दूसरे से बात करते हैं और यहां एक प्रबंधक होता है जो प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करता है लेकिन तकनीकी भाग की देखरेख एक तकनीकी नेता द्वारा की जाती है लेकिन तकनीकी नेता टीम के सदस्यों में से एक है जिसे रोटेशन द्वारा चुना जाता है और अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि हर कोई हर किसी से सलाह ले रहा है तो चर्चा के लिए बहुत समय है एक अच्छी बात यह है कि वे अच्छे समाधान के साथ विचार मंथन कर सकते हैं लेकिन फिर दूसरी बात यह है कि यह बहुत समय और विशेष रूप से बर्बाद करता है यदि टीम का आकार बड़ा है तो आप देख सकते हैं कि टीम आकार N के लिए N वर्ग संचार पथ हैं तो यह अक्षम हो सकता है टीम के सभी सदस्यों से बात करने में बहुत अधिक समय खर्च किया जा सकता है और इसलिए बड़ी टीमों के लिए इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता है एक डेमोक्रेटिक टीम में आदर्श रूप से अहंकार रहित प्रोग्रामिंग वातावरण हो सकता है एक विशिष्ट परियोजना में प्रत्येक कर्मचारी को वहां प्रत्येक कार्यकर्ता को उस काम का कुछ ज्ञान होता है जो वह करता है वह विशेषज्ञ है आप यदि किसी अन्य टीम के लोगों ससे पूछते हैं कि डेटाबेस पहलू का क्या हुआ है तो वे कह सकते हैं कि हम नहीं जानते इसके बारे में संबंधित व्यक्ति को समझाने दें लेकिन एक लोकतांत्रिक टीम में ये अहंकार रहित टीम हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई स्वामित्व नहीं है हम यह नहीं कह सकते कि केवल वह जानता है या एक व्यक्ति जानता है यहां स्वामित्व प्रत्येक टीम के सदस्य के साथ साझा किया जाता है जो भी वह काम करता है उसकी समीक्षा अन्य सदस्यों द्वारा की जाती है इसलिए हर किसी को परियोजना के हर पहलू के बारे में जानकारी है यह लोकतांत्रिक टीम का एक बड़ा फायदा है जब हमारे पास अहंकारपूर्ण प्रोग्रामिंग है तीसरे प्रकार का संगठन मुख्य प्रोग्रामर टीम है यह फिर से छोटी टीमों के लिए उपयुक्त है जहां एक मुख्य प्रोग्रामर है वह सभी उच्च स्तरीय निर्णयों सभी तकनीकी निर्णयों के लिए जिम्मेदार है समग्र समाधान करता है और विभिन्न टीम के सदस्यों को काम के छोटे टुकड़े देता है और फिर उस काम की समीक्षा करता है जो पूरा हो गया है कार्य की निगरानी और समीक्षा करता है और फिर उन्हें एकीकृत करता है हम देखेंगे कि यह बहुत ही सरल समस्याओं के लिए एक कुशल संगठन है लेकिन फिर चुनौतीपूर्ण समस्याओं के लिए यह सही संरचना नहीं हो सकती है हम लगभग समय के अंत में हैं हम यहां रुकेंगे और अगले व्याख्यान में जारी रहेंगे धन्यवाद